मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऐस्टीमेशन में आपका स्वागत है तो वर्तमान में हम OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को देख रहे हैं और हम OFDM की क्रियाविधि को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमने यह भी कहा कि OFDM एक आधुनिक वायरलेस तकनीक है जो इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को कुशलतापूर्वक दूर करती है तो सही तो वर्तमान में हम जो देख रहे हैं आप OFDM के संदर्भ में अनुमान लगा रहे हैं जहां OFDM ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए प्रयोग किया जाता है सही है और हमने कहा OFDM का उपयोग कुशलतापूर्वक ISI या मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को दूर कर सकता है उदाहरण के लिए हमारे पास है और हमने इससे पहले कई बार देखा है y मूल रूप से h गुना x h गुना x v के रूप में दिया गया है यह हमारा 2 टैप ISI चैनल है इसलिए यह मूल रूप से आपके 2 टैप ISI चैनल का मॉडल है लेकिन टैप्स h 0 और h 1 हैं x k वर्तमान चिन्ह है x k - 1 पिछला चिन्ह है ठीक है तो मौजूदा सिंबल पर पिछले सिंबल x k 1 का इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है और हमने कहा है कि OFDM को इस प्रकार समझाया जा सकता है तो OFDM हमारे पास है आइए चार सबकैरियर्स की एक विशिष्ट OFDM प्रणाली पर विचार करें अर्थात हमारे पास सिंबल कैपिटल X 0 कैपिटल X 1 कैपिटल X 2 कैपिटल X 3 ये N सिंबल्स हैं अर्थात् ये N चार सिंबल्स के बराबर है ये N को चार सबकैरियर्स के बराबर लोड करते हैं और इसका अर्थ मूल रूप से है लोड किए गए इस शब्द का अर्थ मूल रूप से N बराबर 4 पॉइंट IDFT या IFFT इन्वर्स फास्ट फोरिअर ट्रांसफॉर्म है कोई IDFT या समकक्ष IFFT से प्रदर्शन कर सकता है IFFT कुछ भी नहीं है IDFT के समान है लेकिन यह IFFT यानी इन्वर्स फास्ट फोरिअर ट्रांसफॉर्म IDFT दर्शाने के लिए एक कुशल और तेज़ एल्गोरिथम है ठीक है तो अब इसलिए इस से जो आपके पास है इस कैपिटल X 0 X 1 X 2 X 3 से हम सैंपल्स उत्पन्न करते हैं अर्थात IFT द्वारा सैंपल्स X 0 X 1 X 2 X 3 उत्पन्न करते हैं और ये N बराबर 4 सैंपल्स हैं और ये IDFT द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और आप सभी को IDFT से परिचित होना चाहिए यह मूल रूप से हमारे पास x k है जो x k 1 ओवर N योग l 0 से N 1 बड़ा X l जो कि सबकैरियर पर लोड किए गए सिंबल्स है e की पावर j 2 pie k l बाय N होता है और अब मैं N चार के बराबर स्थानापन्न करने जा रही हूं इसलिए यह मुझे मूल रूप से 1 ओवर 4 l 0 से 3 योग X l e की पावर j 2 pie k l बाय 4 के रूप में दिया गया है इसलिए आपका X l मूल रूप से 1 ओवर 4 योग l 0 से 3 X l e की पावर j pie बाय 2 k l के रूप में दिया गया है ठीक है तो यह मूल रूप से सैंपल है इसलिए ये सबकैरियर पर लोड किए गए सिंबल्स हैं जो कि आपके BPSK QPSK सिंबल्स आदि हैं और ये सैंपल्स हैं और अब हमने कहा कि हम सैंपल्स को प्रसारित करना चाहते हैं लेकिन हम सैंपल्स को ऐसे ही जैसे हैं प्रसारित नहीं करते हैं चैनल पर इन सैंपल्स के प्रसारण से पहले हमारे पास छोटे छोटे संशोधन हैं जिसमें हम साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ते हैं यही कारण है कि हम ब्लॉक के अंत से कुछ सिंबल्स लेते हैं और उन्हें ब्लॉक के शीर्ष पर प्रीफिक्स करते हैं चूँकि हम अंत की ओर फिर सिर की ओर साइकलिंग करते हैं इसलिए इसे साइक्लिक के रूप में जाना जाता है यह साइक्लिक ऑपरेशन है और जब से हम उन्हें प्रीफिक्स कर रहे हैं तब इसे साइक्लिक प्रीफिक्स के रूप में जाना जाता है तो दूसरे चरण में हम जो करते हैं वह आपके सैंपल्स हैं x 0 x 1 x 2 x 3 और जो मेरे पास है वह अब फिर से है मैं मूल रूप से अंत से शुरुआत तक सैंपल्स की साइकलिंग कर रही हूं इसे साइक्लिक प्रीफिक्स के रूप में जाना जाता है इसे CP शब्द से चिह्नित किया जाता है ठीक है और अब इस ब्लॉक के साथ CP जोड़ा गया है यह चैनल पर प्रसारित होता है याद रखें हमारा चैनल हमारा फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनल है यानी y h x h x v के रूप में दिया गया है अब जब मैं आपके सैंपल्स साइक्लिक प्रीफिक्स CP प्रसारित करती हूं और इसके सैंपल्स x 3 x 0 x 1 x 2 x 3 हैं अब x 0 के अनुरूप आउटपुट का निरीक्षण करें x 0 के अनुरूप आउटपुट y 0 बराबर h 0 गुना x 0 h 1 गुना पिछला सिंबल लेकिन x 0 का पिछला सिंबल x 3 है यह पिछला सिंबल है क्योंकि साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ने के कारण यह साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ने के कारण आपके x 0 का पिछला सिंबल है इसलिए यह x 3 है यह x 0 का पिछला सिंबल v 0 है ठीक है इसलिए हमने जो किया है वह मूल रूप से है हमने एक साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ा है ठीक है और सैंपल x 0 में पिछले सैंपल्स से इंटरफेयरेंस है और पिछले सैंपल x 3 से इसलिए हमारे पास h 0 गुना x 0 h 1 गुना x 3 v 0 है ठीक है इसलिए मूल रूप से हमारे पास जो आउटपुट है वह y 0 के अनुरूप है ठीक है और इसी तरह मेरे पास y 1 है अब बाकी को आगे सीधे तरीके से लिखा जा सकता है y 1 h 0 गुना x 1 h 1 गुना पिछले सैंपल x 0 का गुना v 1 है y 2 बराबर है h 0 गुना x 2 h 1 गुना पिछला सैंपल x 1 v 2 और y 3 h 0 x 3 h 1 गुना पिछला सैंपल जो x 3 है v 3 के बराबर है और अब ये सैंपल्स हैं और अब हमने कल कहा था कि यदि आप y 0 को देखते हैं अर्थात यदि आप y 0 y 1 y 2 y 3 को देखते हैं तो इसे मूल रूप से चैनल फ़िल्टर h का प्रेषित सैंपल्स x के साथ सर्कुलर कन्वॉल्यूशन नॉयस के रूप में दर्शाया जा सकता है और वह कुंजी ऑपरेशन है यही वह लाभ है जो साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ने के कारण इस प्रकार दे रहा है इसलिए हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे हमने कल बड़े विस्तार से देखा है मूल रूप से यह अवलोकन है कि अब साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ने के कारण जो मेरे पास है वह y है जो h का x के साथ सर्कुलर कन्वॉल्यूशन v बन जाता है तो यह मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन यह आपका सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है और इसके परिणामस्वरूप यदि आप FFT लेते हैं तो हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में जानते हैं टाइम डोमेन में सर्कुलर कन्वॉल्यूशन फ्रिक्वेंसी डोमेन में गुणा हो जाता है इसलिए यह h का FFT गुणा x का FFT V का FFT है जो मूल रूप से आपका y का FFT हैI इसलिए हमारे पास यह दिलचस्प प्रॉपर्टी है क्योंकि सर्कुलर कन्वॉल्यूशन और समय मूल रूप से उस फ्रिकवेंसी में गुणा है जहां FFT डोमेन है एक बार जब आप आउटपुट पर सैंपल्स का FFT लेते हैं तो मूल रूप से फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल की कार्रवाई मूल रूप से अब एक साधारण गुणन के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है इसलिए आउटपुट सैंपल्स Y का FFT मूल रूप से चैनल फ़िल्टर h के FFT गुणा प्रेषित सैंपल्स x के FFT नॉयस के FFT के बराबर होता है और अब देखते हैं कि आप FFT कैसे प्राप्त करते हैं निश्चित रूप से y के FFT मूल रूप से आपके पास सैंपल्स हैं y 0 y 1 y 2 y 3 इसलिए आप इस सैंपल का FFT लेते हैं जाहिर है हम N बराबर 4 पॉइंट FFT के बारे में बात कर रहे हैं जहां N सबकैरियर की संख्या है इसलिए FFT का आकार हमेशा तय होता है जो कि N 4 पॉइंट FFT जो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म है के बराबर है या मूल रूप से DFT है यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है FFT बस एक तेज़ एल्गोरिथ्म है DFT के लिए जो डिसक्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है और जो आपको सबकैरियर के साथ y 0 y 1 y 2 y 3 सिंबल्स देता है जहां प्रत्येक Y l मूल रूप से छोटे y के FFT द्वारा उत्पन्न होता है जो मूल रूप से योग k 0 से N 1 x k e की पावर j 2 pie k l बाय N के बराबर है और मैं इस N पॉइंट FFT के लिए अभिव्यक्ति लिख रही हूं और N को चार के बराबर स्थानापन्न करते हैं यह मूल रूप से आपका योग K 0 से N 1 बराबर 3 है यानी x k e की पावर j 2 pie k l बाय 4 के बराबर है जो मूल रूप से आपके Y l के बराबर है और योग k 0 से 3 x k e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर है तो मूल रूप से हम जो यहां कर रहे हैं वह है कि हम N 4 के बराबर प्रतिस्थापित कर रहे हैं I और जो आप कह रहे हैं वह कैपिटल Y s कैपिटल Y l है जो सबकैरियर l के साथ प्राप्त सिंबल्स है और FFT डोमेन अब N बराबर 4 पॉइंट रिसीव्ड आउटपुट सैंपल्स Y 0 Y 1 Y 2 Y 3 के FFT या फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म DFT डिसक्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर दिया गया है तो मूल रूप से यह Y l क्या है यह फ़्रीक्वेंसी डोमेन में प्राप्त सिंबल है यह सबकैरियर l में प्राप्त सिंबल है इसी तरह से कोई काम कर सकता है अब हम देखते हैं निश्चित रूप से हमें चैनल फिल्टर का FFT लेना है अब देखिए कि चैनल फ़िल्टर में 2 चैनल टैप्स h 0 h 1 है और मुझे 4 पॉइंट FFT लेना होगा इसलिए जाहिर है मुझे जीरो के साथ पैड करना होगा तो ये मूल रूप से l चैनल टैप्स हैं जहां l 2 के बराबर है मुझे इसे N -l 0 के साथ पैड करना है इसलिए N 4 के बराबर है l 2 के बराबर है क्योंकि मूल रूप से मेरे पास l चैनल टैप्स है और मुझे N पॉइंट FFT लेना है इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे N -l 0 के साथ पैड करना होगा तो यह मूल रूप से 0 पैडिड FFT है तो N -l 0 के साथ पैडिंग और अब आप इस का FFT लेते हैं ताकि आपको कैपिटल H 0 कैपिटल H 1 कैपिटल H 2 कैपिटल H 3 मिलें और ये सबकैरियर में कॉफिशिएंट्स हैं या आप चैनल कॉफिशिएंट्स भी कह सकते हैं ये सबकैरियर के चैनल कॉफिशिएंट्स हैं हम उन्हें स्वाभाविक रूप से कैसे उत्पन्न करते हैं हम क्या करते हैं हमारे पास H l है सबकैरियर l के साथ कॉफिशिएंट्स हैं याद रखें कि हमारे पास केवल चैनल कॉफिशिएंट्स l है l चैनल कॉफिशिएंट्स जो k बराबर 0 से l 1 H l e की पावर j 2 pie k l बाय N के बराबर है इस मामले में l 1 के बराबर है इसलिए K 0 के बराबर है मूल रूप से l 1 h k जो कि e की पावर j 2 pie k l बाय 4 है जो मूल रूप से आपके योग k 0 से 1 h k e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर है यह आपका H l है जैसा कि हमने कहा कि यह H l मूल रूप से lth सबकैरियर के साथ चैनल कॉफिशिएंट या इफेक्टिव चैनल कॉफिशिएंट है ठीक है तो कैपिटल H l जो फ़्रीक्वेंसी डोमेन में सबकैरियर l के साथ चैनल कॉफिशिएंट है जो टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के FFT द्वारा दिया जाता है बेशक ये केवल कैपिटल L चैनल टैप्स हैं और हमें N पॉइंट FFT लेना है है ना हमें N पॉइंट FFT पर विचार करना होगा इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको इसे N -l 0 के साथ पैड करना होगा ठीक है और अब हम सैंपल्स x के FFT को देखते हैं सैंपल्स x के FFT को अब हम FFT को लेना चाहते हैं जो कि स्पष्ट रूप से N पॉइंट FFT है N 4 पॉइंट FFT के बराबर है लेकिन निरीक्षण करें कि ये मूल रूप से सिंबल्स के IFFT द्वारा दिए गए हैं याद रखें कि हम कहाँ से शुरू करते हैं हमने X 0 X 1 X 2 X 3 से शुरू किया है और हमने सैंपल प्राप्त करने के लिए N 4 पॉइंट IFFT के बराबर लिया है तो ये मूल रूप से आपके सिंबल्स हैं और ये मूल रूप से आपके सैंपल्स हैं इसलिए याद रखें कि जब हमने इस OFDM के साथ शुरुआत की थी तो हमने सिंबल्स कैपिटल X s पर विचार किया और हमने सैंपल्स प्राप्त करने के लिए IFFT का प्रदर्शन किया तो स्वाभाविक रूप से एक बार जब आप सैंपल्स का FFT कर लेते हैं तो आपको वह सिंबल्स वापस मिल जाते हैं जो सबकैरियर्स पर लोड होते हैं और यह ध्यान में रखने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है तो एक बार जब आप FFT ले लेते हैं तो मूल रूप से हमारे पास फ्रिकवेंसी डोमेन में सिंबल्स थे जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए थे और आप सैंपल्स प्राप्त करने के लिए IFFT पर विचार करते हैं अब एक बार जब आप इन सैंपल्स का FFT ले लेते हैं तो आप फ़्रीक्वेंसी डोमेन में वापस आ जाते हैं और आपको वे सिंबल्स मिलते हैं जो विभिन्न सबकैरियर्स पर लोड होते हैं और यह मूल रूप से ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है तो यह मूल रूप से N 4 पॉइंट FFT के बराबर है इसलिए मूल रूप से यह आपके X 0 X 1 X 2 X 3 को वापस देता है ये मूल रूप से आपके सिंबल्स हैं या विभिन्न सबकैरियर्स पर लोड किए गए मोडूलेटिड सिंबल्स हैं और यही आप FFT परफॉर्म करने के बाद वापस प्राप्त कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से केवल शेष चीज नॉयस है यह भी बहुत सरल है आपके पास छोटे v s है जो आपके द्वारा किए गए टाइम डोमेन में नॉयस के सैंपल्स हैं आप N 4 पॉइंट के बराबर करते हैं मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखने दें आप N 4 पॉइंट FFT के बराबर करते हैं और जो आपको वापस मिलता है वह वही है जो आपको मिलता है वह है कैपिटल Vs प्रत्येक सबकैरियर के साथ नॉयस सबकैरियर में नॉयस के सैंपल्स ये क्या हैं ये सबकैरियर में आपके नॉयस के सैंपल्स हैं ये सबकैरियर में नॉयस के सैंपल्स हैं और निश्चित रूप से हमारे पास V l है जो FFT द्वारा दिया गया है जो कि योग K 0 से N 1 छोटा v k जो नॉयस का सैंपल है e की पावर j 2 pie k l बाय N के बराबर है N को 4 के बराबर स्थानापन्न किया गया है और आपके पास है योग k 0 से 3 छोटा v k e की पावर j 2 pie k l बाय 4 के बराबर है जोकि v l है इसलिए सबकैरियर l के साथ आपका नॉयस है जो योग k बराबर 0 से 3 e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर है क्योंकि यह 2 और आपके पास 2 का फ़ैक्टर है इसलिए आपके पास यह मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन यह मूल रूप से आपके नॉयस का सैंपल है यह मूल रूप से सबकैरियर के लिए आपका नॉयस सैंपल है सबकैरियर l के लिए और इसलिए अब आपके पास फ्रिकवेंसी डोमेन है फ्रिकवेंसी डोमेन में याद रखें हमारे पास आउटपुट y का FFT चैनल h के FFT गुना सैंपल्स x के FFT के बराबर है जो मूल रूप से कुछ भी नहीं हैं लेकिन सबकैरियर्स पर सिंबल्स लोड होते हैं प्रत्येक सबकैरियर पर नॉयस सैंपल का FFT है I और इसलिए अब इसे फिर से लिखना मेरे पास y का FFT है जो चैनल फ़िल्टर h के FFT गुना सैंपल्स x के FFT के बराबर है यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फ्रिकवेंसी डोमेन में यह केवल गुना है क्योंकि सर्कुलर कन्वॉल्यूशन गुना बन जाता है हाँ इसलिए इस बात के महत्व को ठहराने के लिए कि फ़्रीक्वेंसी डोमेन में प्रत्येक कैरियर के अनुरूप फ्रिकवेंसी कंपोनेंट्स का गुना है मूल रूप से प्रत्येक सबकैरियर के साथ गुना वह महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि प्रत्येक सबकैरियर फ्रिकवेंसी कंपोनेंट का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए प्रत्येक सबकैरियर में हमारे पास क्या है उदाहरण के लिए l सबकैरियर के साथ और हमारे पास है याद रखें कि l सबकैरियर में N 4 सबकैरियर के बराबर हमारे पास Y l Hl गुना Xl Vl है और यह सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है जहां Y l सबकैरियर l के साथ आउटपुट सिंबल है H l मूल रूप से आपका क्या है यह सबकैरियर के साथ चैनल कॉफिशिएंट है X l सबकैरियर l पर लोड किया गया सिंबल है और स्वाभाविक रूप से V l को नहीं भूलना है V l सबकैरियर l में नॉयस है इसलिए V l मूल रूप से आपका नॉयस है V l मूल रूप से सबकैरियर l में नॉयस है और इसलिए हमने कहा कि सबकैरियर्स की संख्या मूल रूप से समान है मूल रूप से कैपिटल N के बराबर है जहां N 4 के बराबर है ठीक है तो सबकैरियर्स की संख्या N बराबर 4 है जिसका मतलब है कि हमारे पास l बराबर 0 1 2 3 है जो कि 4 सबकैरियर्स के अनुरूप है और इसलिए प्रत्येक सबकैरियर के लिए जो हमारे पास Y 0 है H 0 गुना X 0 और V 0 के बराबर है यहाँ सबकैरियर के अनुरूप l 0 के बराबर है Y 1 बराबर H 1 गुना X 1 V 1 है यहाँ सबकैरियर के अनुरूप l बराबर 1 है फिर हमारे पास स्वाभाविक रूप से फिर से एक ही चीज है सबकैरियर l बराबर 2 के साथ Y 2 बराबर H 2 गुना X 2 V 2 और बस इसे खत्म करने के लिए मेरे पास सबकैरियर l बराबर 3 के साथ Y 3 H 3 गुना X 3 V 3 है ठीक है तो मूल रूप से अब जो हमने किया है हमने स्पष्ट रूप से प्रत्येक सबकैरियर के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है जो कि Y l बराबर H l गुना X l V l हैI अब यदि आप इस प्रणाली को देखते हैं तो आप क्या देख सकते हैं कि प्रत्येक सबकैरियर के लिए आउटपुट Y l केवल चैनल कॉफिशिएंट गुना इनपुट सिंबल X l है कोई इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस नहीं है प्रत्येक सबकैरियर पर पिछले सिंबल से कोई इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस नहीं है इसलिए अब आप इस मॉडल को देखते हैं तो इस मॉडल के बारे में अविश्वसनीय बात यह है कि Y l H l गुना X l V l के बराबर है यह केवल वर्तमान सिंबल है जो सबकैरियर l पर लोड किया गया वर्तमान सिंबल है और यह सबकैरियर्स l के साथ वर्तमान आउटपुट है और इसलिए हमारे पास क्या है इसलिए पिछले सबकैरियर से कोई इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस नहीं है कोई ISI नहीं है या मूल रूप से प्रत्येक सबकैरियर पर पिछले सिंबल से कोई इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस नहीं है टाइम डोमेन में याद रखें अब आपके पास अभी भी इंटर सैंपल इंटरफेयरेंस है टाइम डोमेन में इंटर सैंपल इंटरफेयरेंस है लेकिन बुद्धिमानी से फ्रिकवेंसी डोमेन में साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़कर काम करते हैं और इसे रिसीवर में वापिस फ्रिकवेंसी डोमेन में परिवर्तित करते हैं आपने प्रत्येक सबकैरियर में फ्रिकवेंसी डोमेन में इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को समाप्त कर दिया है यह OFDM का महत्वपूर्ण पहलू है यही इस फ्रिकवेंसी डोमेन में इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को समाप्त करता है और इस बारे में क्या कुशलता है यह कुशल है क्योंकि यह IFFT और FFT पर आधारित है इसलिए ट्रांसमीटर में IFFT और रिसीवर में FFT और क्योंकि IFFT और FFT यानी इन्वर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म और फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मर को बहुत तेज फैशन में प्रदर्शन किया जा सकता है यही है ये कुशल एल्गोरिदम हैं परिणामस्वरूप पूरे OFDM आर्किटेक्चर पूरे OFDM सिस्टम में ट्रांसमिशन स्कीम बहुत ही कुशल है क्योंकि यह कहीं भी मैट्रिक्स इन्वर्स को लागू नहीं करता है यह केवल IFFT और FFT पर आधारित है जो तेजी से काम कर रहे हैं इसलिए मूल रूप से संक्षेप में साइक्लिक प्रीफिक्स को नियोजित करने के लिए इसे बदल दिया गया है साइक्लिक प्रीफिक्स द्वारा ISI को हटा दिया गया है ISI को फ्रिकवेंसी डोमेन में हटा दिया गया है इसके अलावा यह बहुत ही कुशल है OFDM बहुत ही कुशल है उस पॉइंट को उजागर करने के लिए OFDM बहुत कुशल है OFDM IFFT FFT को नियुक्त करता है जो कि ट्रांसमीटर पर IFFT और रिसीवर में FFT हैं और ये दोनों एल्गोरिदम बहुत तेज और कुशल हैं जो बहुत तेज और कुशल एल्गोरिदम हैं और ध्यान दें कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्सन नहीं है हालांकि इन्वर्सन जो कुछ भी है यह सिर्फ जटिलता से जोड़ता है कोई मैट्रिक्स नहीं है OFDM में कोई मैट्रिक्स इन्वर्सन नहीं है और इसलिए मूल रूप से यही है इसलिए मूल रूप से यदि आप इस समीकरण को देखते हैं तो यहां यह समीकरण OFDM को सारांशित करता है जो मूल रूप से प्रत्येक सबकैरियर में कोई ISI नहीं है सबकैरियर में कोई ISI नहीं है ISI मुक्त है और मूल रूप से केवल IFFT और FFT के आधार पर इस तरह के बहुत ही कुशल एल्गोरिदम हैं जो बहुत तेज और कुशल तरीके से किए जा सकते हैं इसलिए मूल रूप से हमने इस मॉड्यूल में जो किया है वह मूल रूप से हमने OFDM सिस्टम मॉडल का वर्णन पूरा किया है जो कि मूल रूप से सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स पर आधारित है ट्रांसमीटर में FFT IFFT ऑपरेशन के बाद साइक्लिक प्रीफिक्स जोङने के साथ चैनल के आउटपुट में एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन को परिणामित करता हैI जब आप आउटपुट का FFT लेते हैं तो मूल रूप से आपको जो मिलता है वह मूल रूप से टाइम डोमेन में होता है प्रत्येक सबकैरियर में फ़्रीक्वेंसी डोमेन में इसे मूल रूप से दर्शाया जा सकता है जिसमें आउटपुट y l का FFT चैनल कॉफिशिएंट का FFT गुना इनपुट सिंबल x l का FFT नॉयस के FFT के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए प्रत्येक सबकैरियर में आपके पास Y l है जो चैनल कॉफिशिएंट H l गुना सबकैरियर पर लोड इनपुट सिंबल X l V l नॉयस के बराबर है और इसलिए प्रत्येक सबकैरियर में यह संचारण इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस मुक्त है और यह IFFT और FFT एल्गोरिदम के उपयोग से बहुत कुशलता से किया जाता है जो OFDM को आधुनिक वायरलेस संचारण प्रणालियों में संचारण के लिए एक बहुत ही कुशल योजना बनाता है वास्तव में जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में बात की थी कई 4G मानक मूल रूप से LTE और आधुनिक Wi Fi मानक जैसे कि 80211N और 80211AC सभी OFT पर आधारित हैं ठीक है तो हम इस मॉड्यूल में यहां रुकेंगे अगले मॉड्यूल और बाद के मॉड्यूल में हम OFDM के आकलन के पहलू को देखेंगे तो आप कैसे एक OFDM सिस्टम में इन चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान लगाते हैं ठीक है तो धन्यवाद हम इस मॉड्यूल को यहाँ समाप्त करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद